ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स II भाग 8 प्रोजेक्शन ऑफ़ प्लेन्स हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नं 38 को कवर कर रहे हैं यह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में है और विशेष रूप से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेंस के बारे में है यदि 2D ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके व्यूज कैसे बनाये जाएँ इसलिए पिछली कक्षाओं में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेंस को समझने का प्रयास किया विशेष रूप से यदि एक आयत है और इसे एक विशेष तरीके से X axis Y axis के साथ रिओरिएन्टेड किया जाता है तो इन व्यूज को कैसे बनाएं आज की कक्षा में हम त्रिभुजों के बारे में अधिक जानेंगे उदाहरण के लिए एक सेट स्क्वायर यदि इसे HP और VP के साथ पुन उन्मुख किया जाता है तो वे कैसे दिखते हैं उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर है तो यह संयोजन है तो कोणों में से एक 90 डिग्री है दूसरा 30 डिग्री है और तीसरा 60 डिग्री हैआमतौर पर हम लंबा सेट स्क्वायर लेते हैं यह सेट स्क्वायर हमारे सरलीकरण के लिए एक 2D वस्तु है और शायद हम मान लें कि 100 mm लंबाई वाली सबसे लंबी भुजा है यदि इसकी लंबाई 100 mm या 10 cm है और यह VP में है सबसे लंबी भुजा है और 30 डिग्री HP की ओर झुकी हुई है जबकि इसकी सतह VP की ओर 45 डिग्री झुकी हुई है तो इसके प्रोजेक्शंस ड्रा करिए उदाहरण के लिए यह सबसे लंबा सेट स्क्वायर है जो हमारे पास हो सकता है और VP पर यह सबसे लंबा है यह VP में है तो VP में अगर हम विचार कर रहे हैं अगर हम इस पर विचार कर रहे हैं तो इस तरह से सबसे लंबी साइड VP में है और दूसरी बात यह है कि यह HP की ओर 30 डिग्री झुकी हुई है तो HP इस लंबवत दिशा में है तो हमें क्या करना है कि या तो इस दिशा में 30 डिग्री या शायद इस तरह से 30 डिग्री हमें संरेखित करना है तो VP यह है सबसे लंबा वाला सबसे लंबा VP पर है और सबसे लंबा HP के साथ लगभग 30 डिग्री का कोण बना रहा है इसलिए अगर मैं इसे HP पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद यह पूरी सतह अभी VP के लंबवत है लेकिन अब अगर हम इस दिशा में 45 डिग्री की तरह कुछ बना रहे हैं तो यह नॉर्मल प्लेंस टॉप साइड प्लेंस जैसे प्रोजेक्टेड प्लेंस में कैसा दिखता है तो यही वह चीज है जिसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं आइए हम इसे चरणबद्ध तरीके से देखें उस स्थिति में सबसे पहले हमें इस पूरे सेट स्क्वायर को राइट परपेंडिकुलर प्लेंस में पुन संरेखित करना होगा ताकि हम इसे खींचने की स्थिति में हों समस्या कथन है कि यह संपूर्ण वर्टिकल है जो VP पर है और यह 30 डिग्री कोण बनाता है और फिर इसे 45 से फ़्लिप किया जाता है यदि ऐसा है तो हमें इस पूरी समस्या को रिवर्स करना होगा पहले इसे 45 डिग्री से फ़्लिप करें और फिर इसे 30 डिग्री से पीछे वहां से यात्रा शुरू होती है शेष व्यूज को बनायें तो उस उद्देश्य के लिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है एक XY लाइन खींचना और VP में पूरा सेट स्क्वायर सबसे लंबी भुजा ऐसे हो तो हम पहले उस एक को बनाते हैं यह 90 डिग्री का कोण है यह एक 60 डिग्री और यह एक 30 डिग्री है और फ्रंटल प्लेन में बिंदुओं को लोकेट करते है a b और c इसमें हमेशा नीचे की ओर प्रोजेक्शंस होते है और यह बिंदु भी नीचे की ओर होता है यदि हम इसे टॉप व्यू से देखें तो यह फ्रंटल प्लेन है टॉप व्यू से देखने पर यह बहुत पतली पट्टी की तरह दिखाई देता है जहाँ a व b a और b बिंदुओं के संपाती है इसी तरह यह बिंदु c जो कुछ भी हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं वह c तक प्रोजेक्टेड होता है तो वास्तविक लंबाई जो हम देखने जा रहे हैं वह प्रोजेक्टेड लम्बाई है जिसे हम टॉप व्यू में देखने जा रहे हैं अब इसे घुमाना होगा तो यह फ्रंटल व्यू से यह प्लेन है यह ac जब हम उस दिशा को देख रहे होते हैं तो उस पूरी सतह को 45 डिग्री कोण से फ़्लिप करना पड़ता है यहाँ हम देख सकते हैं कि सतह VP से 45 डिग्री झुकी हुई है यदि ऐसा है तो VP के संबंध में कोई झुकाव हम इसे केवल HP में ही समझ सकते हैं या देख सकते हैं उस स्थिति में यह ab लाइन उसी लाइन के लिए हम इसका HP से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं इसे टॉप व्यू के रूप में खींचते हैं टॉप व्यू में हम इस झुकाव कोण को VP के साथ देख सकते हैं ताकि a बिंदु b बिंदु और c बिंदु हम इसे खींच सकें अब इस पूरी ab लाइनों और c लाइन को फिर से प्रोजेक्ट करें और इसी तरह इस पूरे c बिंदु a बिंदु और b बिंदु को फिर से प्रोजेक्ट करें यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु b प्रतिच्छेदन से और b प्रतिच्छेदन से यह एक तथा a प्रतिच्छेदन और a प्रतिच्छेदन मुझे वहां एक और बिंदु देता है इसी तरह c प्रोजेक्शन सभी तरह से और c प्रोजेक्शन वहां तक तो अब इन बिंदुओं को a1 b1 और c1 कहते हैं यह पहला प्रोजेक्शन या रोटेशन है जिसे हमने VP के साथ बनाया है उसके बाद क्योंकि हमें दो रोटेशन करवाने पड़ते हैं पहला है पहले इस पूरे वर्टिकल को एलाइन करना फिर इसे 30 डिग्री घुमाना फिर इसे 45 डिग्री से फ़्लिप करना अगर हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो पहले हमें उसे 45 डिग्री से फ्लिप करना होगा जो हम पहले ही कर चुके हैं फिर हमें इसे 30 डिग्री से घुमाना होगा इसी तरह हमें आगे बढ़ना है अब पहले से ही यह सबसे लंबी भुजा हमने बनाई है इस पूरी आकृति को 30 डिग्री घुमाना है तो a1 a1 b1 b1 यह लंबाई इस बिंदु से इस बिंदु तक जितनी भी हो उतनी ही लंबाई हम इसे यहां रखने जा रहे हैं हालाँकि इसे 60 डिग्री से घुमाना होगा अन्यथा a1b1 को 30 डिग्री तक बनाना होगा हम इस ऑब्जेक्ट को वहां तक घुमाएंगे जब हम उस ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तो यह a1 बिंदु चिन्हित करेंगे b1 बिंदु चिन्हित करेंगे c1 बिंदु a1 से c1 जो भी चाप और b1 से c1 जो भी चाप इस c1 को बना सकता है इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट को फिर से रोटेट करते हैं तो अब अंतिम चरण है इस पूरे a1 को नीचे प्रोजेक्ट करना क्योंकि यह सेट स्क्वायर एक VP पर होना चाहिए इसलिए सबसे लंबी भुजा हमेशा इस VP के साथ स्पर्श होती है तो a1 इस x अक्ष से मिलते हैं b1 इस बिंदु पर मिलते हैं इस c1 को नीचे प्रोजेक्ट करें क्योंकि यह VP के साथ 45 डिग्री बनाना चाहता है तो वह प्रोजेक्शन हमारे c1 को निर्धारित करता है तो हमारे पास यह a1 बिंदु b1 बिंदु और c1 बिंदु होगा इस तरह हम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रोटेशन करवाते हैं आइए हम इसे अपनी शीट पर बनाते हैं सबसे पहले ड्राइंग शीट पर एक क्षैतिज लाइन XY अक्ष को बनायें यह XY अक्ष है उस अक्ष में 100 mm लंबा हमें पहले वाले का उपयोग करना होगा तो आइए ऊपर से शुरू करने के लिए एक गैप छोड़ दें कहीं 100 mm यह एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां बनायें इस बिंदु को a नाम दें VP में इसे b और हम जानते हैं एक कोण को 30 डिग्री बनाना चाहिए दूसरा 60 डिग्री है तो आइए हम 30 डिग्री के कोण की रचना करें ताकि इसे जोड़ सकें दूसरा कोण 30 डिग्री बनाना चाहिए तो 30 डिग्री यानी अब यहां इन प्वाइंट्स को मिलाएं दूसरा 60 डिग्री बना रहा है तो हमने एक गलती की यहाँ यह एक समबाहु त्रिभुज नहीं है तो आपको वहां कहीं 60 डिग्री बनाना है तो इन लाइंस को मिलाएं तो हमारा त्रिभुज अब हम इसे c कहते हैं यदि हम ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो यह टॉप व्यू में हमारे प्रोजेक्शन की लंबाई होगी तो हम इसे a कहते हैं b बिंदु भी वहां मैप करता है c बिंदु भी वहां मैप करता है अब उसी XY तल पर हम इस ab लाइन को स्पर्श करना चाहते हैं जो 45 डिग्री का कोण बना रही है तो हम क्या कर सकते हैं अक्ष पर ही हम इसे 45 डिग्री पर बना सकते हैं इस ab को स्पर्श कराना है तो अगर ऐसा है तो यहां एक बिंदु चुनें वहां से कहीं तो इस बिंदु से हम इसे ab बिंदु कहते हैं इसे 45 डिग्री बनाना चाहिए जब यह VP में होता है तो इन बिंदुओं को मिलाएं ac के बराबर लंबाई को स्थानांतरित करें इस लंबाई को स्थानांतरित करना होगा और इन पंक्तियों को जोड़ना होगा 45 डिग्री का कोण बनाते हुए और यह बिंदु c है अब इन सभी बिंदुओं को स्थानांतरित करें प्रोजेक्शन बनाएं इसी तरह यह c बिंदु भी वहां प्रोजेक्टेड है अब हम इस c बिंदु और a बिंदु को प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो c बिंदु c अक्ष को काटता है और a बिंदु उस अक्ष को वहां काटता है तो यह a बिंदु होगा तो अब नए संकेतन में यह a1 है यह c1 है और यह बिंदु जो प्रोजेक्टेड है तो यह है जिसे हम लोकस कहते हैं और यह प्रोजेक्शन है तो बिन्दुपथ यहाँ b1 है अब हम इन बिन्दुओं को मिलाते हैं अब इस पूरी वस्तु a1c a1b को 30 डिग्री के कोण में बनाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे आइए हम उस बिंदु चरम बिंदु पर विचार करें जो इस लाइन पर प्रोजेक्टेड है तो चलिए मान लेते हैं यह वह बिंदु है उस बिंदु से हम इसे 30 डिग्री बना देंगे तो 30 डिग्री लाइन यह है हम इसे मिलाते है उस a1 b1 से यह लंबाई जो भी हो हमारे पास यह एक है जिसे मैप किया जाना है तो यह हमारा b1 बिंदु है यहाँ a1 बिंदु c1 बिंदु समान दूरी पर होगा यहाँ से स्थानांतरित करके हमारे पास जो भी त्रिज्या है उसे लाइनओं से मिला दें अब उनके प्रोजेक्शंस यदि हम देख रहे हैं तो उनके प्रोजेक्शंस को देखें a1 वहाँ जाता है c1 वहाँ जाता है b1 वहाँ जाता है हम इसे VP पर रखना चाहते हैं तो यह एक b1 के लिए मैप करता है और यह बिंदु a1 के लिए मैप करता है और यह लाइन मैप करती है जोकि लोकस हैं अगर हम c से बना रहे हैं तो इस बिंदु को हम c1 कहते हैं यदि हम इन लाइनों को जोड़ रहे हैं तो यह उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है बस संक्षेप में उदाहरण के लिए यदि हमारे पास यह सेट स्क्वायर है तो यह एक है और आइए हम इस ऑब्जेक्ट जोकि एक पेपर है को VP माने यदि यह VP है और यह HP है और यह सबसे लंबी भुजा है अगर इसे इस तरह से अलाइन किया जाए यह सेट स्क्वायर हम इसे इस तरह से VP के साथ संरेखित कर रहे हैं शुरू में जब यह 90 डिग्री होता है तो आप इसे केवल एक लाइन की तरह देखते हैं उसके बाद हम इसे 30 डिग्री के कोण पर बना सकते हैं फिर सेट स्क्वायर ऐसा दिखता है और उसके बाद यदि हम इसे 45 डिग्री से फ़्लिप कर रहे हैं यह उस तरह दिखता है तो फ्रंट व्यू अब यह तिरछी तरह का त्रिभुज है इसी तरह टॉप व्यू से भी यह एक तिरछा त्रिभुज होगा तो आप जो देख रहे हैं वह उस सेट स्क्वायर का एक टॉप व्यू है और वह टॉप व्यू यहां हम देख रहे हैं और वह फ्रंट व्यू वहां हम देख रहे है इसके साथ हम अगले उदाहरण पर चलते हैं इस अगले उदाहरण में हम एक त्रिभुज के स्थान पर एक पेंटागन को देख रहे हैं तो यह 30 mm भुजा का एक पेंटागन है और इसकी एक भुजा HP पर 45 डिग्री झुकी हुई सतहों के साथ HP पर टिकी हुई है यदि ऐसा है तो इसके प्रोजेक्शंस को ड्रा करें जब HP में भुजा VP के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो चलिए इसका समाधान देखते हैं यह एक पेंटागन है इसकी 30 mm भुजाएँ हैं इसलिए यह 30 mm है हम जानते हैं इससे पंचकोण को कैसे बनाया जाता है इनस्क्राइबिंग ए सर्किल से या सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल से या शायद दूसरा तरीका जैसे अर्ध वृत्त विधि से भी हम इस पेंटागन को बना सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण को जानकर भी हम इस पेंटागन की रचना कर सकते हैं अब इसकी भुजाएँ HP पर टिकी हुई हैं और इसकी एक भुजा इस सतह के साथ 45 डिग्री HP की ओर झुकी हुई है तो एक भुजा अगर फ्रंट व्यू में 45 डिग्री बना रही है तो हम देखेंगे कि वह 45 डिग्री है यदि यह HP पर टिका हुआ है तो उदाहरण के लिए हम पेंटागन को देखते हैं यदि पेंटागन HP पर पूरी तरह से टिका हुआ है तो हम देखते हैं कि पूरी आकृति किनारों में से एक को उपयुक्त रूप से घुमाकर हम इसे 45 डिग्री या 30 डिग्री 60 डिग्री आदि की तरह बना सकते हैं तो टॉप व्यू में यह ऐसा होगा यदि हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो यह केवल एक लाइन होगी जहां b बिंदु c बिंदु d बिंदु क्रमशः इस b c d से मैप किए गए हैं तो पहले इस पेंटागन को बनायें उसके बाद इसे प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टेड लेंथ प्राप्त करें एक बार जब वह प्रोजेक्टेड लेंथ उपलब्ध हो जाती है तो हम उसी प्रोजेक्टेड लेंथ का उपयोग करते हैं लेकिन 45 डिग्री के साथ क्योंकि इसकी एक भुजा HP पर 45 डिग्री झुकी हुई HP की ओर झुकी कोई भी वस्तु हम उसे VP में देखने की स्थिति में हो सकते हैं तो VP पर हमारे पास वह 45 डिग्री है जिसे खींचने के बाद हम पूरे बिंदुओं को प्रोजेक्ट करते हैं a बिंदु से वहां मैप करते है b बिंदु c बिंदु e बिंदु और d बिंदु इन्हें क्रमशः a बिंदु c e बिंदु d e बिंदु पर मैप किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए आइए देखें कि a बिंदु इस प्रोजेक्टर लाइन पर जाता है a भी उस प्रोजेक्टेड लाइन पर जाता है अगला b1 उस पर प्रोजेक्टेड होता है और b भी वहां पर प्रोजेक्टेड होता है इस प्रकार हम इस पेंटागन को बनाने की स्थिति में होंगे 45 डिग्री इस रोटेशन के बाद जहां हमने इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को बनाया है अब हम भुजाओं में से एक को एलाइन करने जा रहे हैं यह ae1 हो सकता है या यह a1b1 साइड भी हो सकता है तो उस भुजा के बारे में क्या जो VP के साथ है अगर यह स्वाभाविक रूप से VP के साथ कोई कोण बना रहा है तो हम इसे HP में देखेंगे तो वह कोण हम इसे एलाइन करेंगे तो आइए a1b1 साइड को लेते हैं इसे HP से 30 डिग्री कोण के साथ एलाइन करें इस a1b1 लंबाई को a1b1 वहां स्थानांतरित करें इसी तरह a1e1 लंबाई इसे कंपास का उपयोग करके स्थानांतरित करें फिर b1c1 और c1d1 भी उसी तरह स्थानांतरित करें तो हमें इसे केवल 30 डिग्री घुमाना है तो शेष भुजाओं को भी उसी राशि से घुमाया जाता है एक बार ऐसा करने के बाद यह पूरा पेंटागन उस दिशा में बदल जाएगा एक बार ऐसा करने के बाद इन लाइंस को फिर से e c a b और c से प्रोजेक्ट करें और चुंकि पहले से ही हम VP में 45 डिग्री रोटेट करा चुके हैं तो HP के साथ कोण जो कुछ भी बना रहा है हम देख रहे हैं वे लोकस बिंदु हैं जहां ये a1 a के साथ प्रतिच्छेद करते हैं इसे a1 कहते हैं इसी तरह जहां b1 b के साथ प्रतिच्छेद करता है इसे b1 कहते हैं इसी तरह c1 d1 भी लोकस बिंदुओं को प्रक्षेपित करके हम ये बिंदु प्राप्त कर सकते हैं उन्हें जोड़ें हमें यह पेंटागन मिलेगा जो इस मानदंड को पूरा कर रहा है जैसे 45 डिग्री HP की ओर झुका हुआ है और भुजा VP के साथ 30 डिग्री बना रही है इसलिए अगली कक्षा में हम इन सेक्शंस प्लेंस के बारे में अधिक जानेंगे यदि उन्हें अलग अलग चीजों पर प्रक्षेपित किया जाता है खासकर यदि ऑग्ज़िल्यरी प्लेंस को बनाया जा सकता है तो ये व्यूज वास्तव में कैसे आते हैं जिन्हें हम अगली कक्षा में देखेंगे